इस भाग में हम कुछ अपक्षयी मामलों को देखते हैं जो अभी भी अवधारणाएं हैं जो सर्किट डिजाइन में उपयोगी हैं और ये ओपन और शॉर्ट सर्किट हैं अब जब मैं शॉर्ट सर्किट कहता हूं तो मेरा कहना है कि यह इन दो नोड्स n 1 और n 2 के बीच एक शॉर्ट सर्किट है इस पर विचार करने के कई तरीके हैं तो मान लें कि मेरे पास यहां एक नोड n 1 है और मेरे पास यहां नोड n 2 है और मैं कहता हूं कि उनके बीच एक शॉर्ट सर्किट है हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट इन दोनों को जोड़ने वाले एक आदर्श तार के अलावा और कुछ नहीं है तो इससे निपटने के कई तरीके हैं तो सबसे पहले एक काम हम यह कर सकते हैं इसे दो अलग अलग नोड्स के रूप में न मानें बल्कि उन्हें एक एकल नोड के रूप में मानें जो हमेशा संभव हो हम दो अलग अलग नोड्स पर भी विचार नहीं करते हैं लेकिन कई बार हो सकता है कि विश्लेषण के दौरान हमने दो अलग अलग नोड्स पर विचार किया हो और उनके बीच शॉर्ट सर्किट हो ये सब संभव है इसलिए हम शॉर्ट सर्किट की प्रकृति को देखेंगे यह वास्तव में काफी तुच्छ है लेकिन हमने फिर भी इसे देखा तो n 1 और n 2 माध्य के बीच शॉर्ट सर्किट क्या हैं इसका मतलब है कि दो नोड्स के बीच शून्य विभवांतर अंतर है अब इन दोनों नोड्स के बीच जीरो विभवांतर इसलिए अगर मैं जाता हूं और इसकी IV विशेषता को स्पष्ट रूप से आकर्षित करता हूं तो विभवांतर हमेशा शून्य होता है और कोई भी धारा शॉर्ट सर्किट से इस सारे तार में प्रवाहित हो सकता है तो विशेषता इस तरह दिखती है ऐसी लंबवत रेखा जो मूल से गुजरती है अब इससे यह स्पष्ट है कि इसे मान शून्य के विभवांतर स्रोत के रूप में दर्शाया जा सकता है जो एक प्रतिरोध स्रोत के बराबर भी है मान शून्य का प्रतिरोध तो ये स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि यदि R 0 है तो V IR से V हमेशा शून्य के बराबर होगा तो इन दो नोड्स के बीच शॉर्ट सर्किट होने के लिए ये सभी समान अवधारणाएं हैं इसलिए मैंने इस बात को पहली जगह में लाया अब इसी तरह हम इसे दो नोड्स के बीच शून्य अधिष्ठापन के रूप में भी सोच सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि V I के समय व्युत्पन्न का L गुना है इसका मतलब है कि समय व्युत्पन्न के किसी भी परिमित मूल्य के लिए विभवांतर अभी भी 0 होगा और अंत में मैं इसे साबित करना चाहता हूं लेकिन आप इसे अपने लिए तर्क कर सकते हैं जो एक समाई होने के बराबर है जो कि अनंत है तो कैपेसिटेंस अनंत है तो दो नोड्स जिनमें कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है वही मान रखने के लिए विवश होगा कि दो नोड्स एक ही विभवांतर पर होंगे तो एक समान अवधारणा एक खुला सर्किट है तो ओपन सर्किट का वास्तव में मतलब है कि इन दो नोड्स के बीच कोई संबंध नहीं है और ओपन सर्किट का मतलब इन दो नोड्स के बीच कोई धारा प्रवाह नहीं है दूसरे शब्दों में धारा 0 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है आप समान रूप से शून्य धारा सोर्स के साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्योंकि अगर धारा शून्य है और मैं इसकी IV विशेषताएँ खींचता हूँ मेरे पास मूल से गुजरने वाली एक क्षैतिज रेखा होगी जो I बराबर 0 से मेल खाती है इसलिए यह एक शून्य मान वाला वर्तमान स्रोत है जो एक अनंत मूल्यवान प्रतिरोध या शून्य मान चालकता के बराबर भी है और फिर से मैं इसे साबित करना चाहता हूं लेकिन आप इसे अपने लिए बहुत आसानी से तर्क कर सकते हैं कि यह एक शून्य मूल्यवान समाई या एक असीम रूप से बड़े अधिष्ठापन के बराबर है इसलिए यह एक खुला सर्किट है इसलिए कभी कभी इन चरम मूल्यों वाले इन तत्वों के रूप में ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के बारे में सोचना उपयोगी होता है